आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम एक नए मॉड्यूल 6 को यहा कवर कर रहे हैं जो कि आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के साथ शुरू होता है वास्तव में आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण को देखने से पहले हम यह देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण कौन कौन से हैं इसलिए विभिन्न प्रक्षेपणों आमतौर पर पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिकल प्रक्षेपणों के प्रकार को डेलहे तो वह समानांतर प्रक्षेपणों और परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपणों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है और समानांतर प्रक्षेपणों में हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण और तिरछा प्रक्षेपण हैं ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपणों में विशेष रूप से लंबवत तरह के समन्वय प्रणालियों में लिया जाता हैं हमारे पास बहु दृश्य और एक्सोनोमेट्रिक प्रकार के प्रक्षेपण हैं इसलिए बहु विचारों में हमारे पास पहले कोण का प्रक्षेपण हैं इसलिए हमे विभिन्न दृश्य मे शीर्ष दृश्य साइड व्यू और सामने का दृश्य इस प्रकार की चीजें हम देखेंगे और तीसरा कोण प्रक्षेपण शायद आम तौर पर सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर लोग प्लान और एलिवेशन के उपयोग मे करते हैं अब मे तीन आयामी वस्तु पर आ रहा है एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपणों में ये ऑर्थोग्राफिक हैं हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डिमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्रिमेट्रिक प्रोजेक्शन हैं हम बाद में इन आइसोमेट्रिक डिमेट्रिक ट्रिमेट्रिक प्रक्षेपणों के बारे में अधिक देखेंगे इसी तरह यदि यह परोक्ष प्रकार के प्रक्षेपण हैं तो हमारे पास यह कैबिनेट प्रकार के व्यू हैं केविलर प्रकार के व्यू मिल्ट्री प्रकार के व्यू हैं इसी तरह अवधारणात्मक प्रक्षेपणों ये बिंदु पर आधारित होते हैं की हम एक निश्चित बिंदु के माध्यम से इसे देखते हैं और किस तरह के दृश्य को हम देखेंगे इसके आधार पर हमारे पास 1 बिंदु प्रक्षेपण 2 बिंदु प्रक्षेपण हैं वहाँ से 2 बिंदुओं को हम यहा से सोचे तो अगर हमें इस व्यू की कल्पना करे तो यह कैसा दिखता है और हमारे पास 3 बिंदु प्रक्षेपण और वक्रतापूर्ण प्रकार के प्रक्षेपण हैं तो यह कैसा दिखता हैं तो विशेष रूप से अगले दो वर्गखंड में हम मुख्य रूप से आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को देखेंगे जो एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपणों के तहत आते हैं इसलिए इन विभिन्न अनुमानों के तहत हमने एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपण देखा है यह एक समानांतर प्रक्षेपण है प्रक्षेपण या पिक्चर प्लेन के सापेक्ष वस्तु अक्ष पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट की चित्रात्मक ड्राइंग बनाने के लिए यह तकनीक का उपयोग किया जाता है इसलिए हमारे पास यह एक वस्तु है हमें इस तरह से घूमना है कि हमारे पास एक अलग तरह का व्यू ऐसा बने और यह एक समानांतर प्रक्षेपण तकनीक है इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं वही एकमात्र चीज है जो हम इसे दिखाते हैं उस में हमारे पास 3 प्रकार के आइसोमेट्रिक डिमेट्रिक और ट्रिममेट्रिक प्रक्षेपण हैं विशेष रूप से आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों में से एक रेखा दोने साइड पर 30 डिग्री कोण बनाती है हम उस बारे में और देखेंगे डिमेट्रिक में यह कोण 30 डिग्री से कम है जिसे हम एक तरफ 15 डिग्री कहते हैं यदि यह ट्राइमेट्रिक प्रक्षेपण है तो हमारे पास तीन अलग अलग कोण हैं तो हमारे पास 15 डिग्री 45 डिग्री और शेष चीज अन्य कोण द्वारा बनाती है तो इस तरह के तीन कोण यदि हम उपयोग करते हैं तो ट्रिमेट्रिक आइसोमेट्रिक में हम 30 डिग्री के समान कोण होंगे डिमेट्रिक में हमारे पास दो अलग अलग कोण होंगे अब हम इस आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण के बारे में विस्तार से जानेंगे आइसोमेट्रिक का अर्थ है समान माप यहाँ समान माप यानि कोण हमारे पास होंगे और यह एक प्रकार का समानांतर प्रक्षेपण है समानांतर के लिए दूसरा शब्द एक्सोनोमेट्रिक है जहां X और Z अक्ष 30 डिग्री के कोण पर एक ही क्षैतिज तल मे होती है इसका मतलब है कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है उदाहरण के लिए यहां क्यूबॉइड तो यह कोण 30 डिग्री है इसी तरह यह कोण भी 30 डिग्री है एक्सोनोमेट्रिक अक्ष के बीच का कोण 120 डिग्री के बराबर होता है तो अब हमारे पास क्यूबॉइड लाइनें हैं साइड के किनारे हैं तो हमें उसे किनारे A किनारे B कहते हैं देखने में किनारे A और किनारे B के बीच का कोण हमेशा 120 डिग्री होना चाहिए हालांकि वास्तविक वस्तु एक दूसरे से 90 डिग्री कोण वाले ऑर्थोगोनल हैं लेकिन जब हम दो आयामी तल पर आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण दिखा रहे हैं तो किनारे तो आइसोमेट्रिक अक्ष उन सभी पक्षों पर समान रूप से 120 डिग्री बनाता है यह पहली चीज है जो हम सीखते हैं इसलिए अगर मैं यहां पर कोई वस्तु का चित्र बना रहा हूं तो हमे यहा पर ऑब्जेक्ट के कोण आयाम को यहां 30 डिग्री बनाना है इसी तरह यह भी 30 डिग्री बनाता है उदाहरण के लिए एक घन के किनारों को यह पर प्रक्षेपण करते है तो वे सभी समान माप मे और एक दूसरे के साथ समान कोण 120 डिग्री बनाएंगे यह आइसोमेट्रिक दृश्य के लिए समजने वाली पहली बात है आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में एक्सोनोमेट्रिक अक्ष के बीच सभी कोण बराबर होते हैं यह 120 डिग्री बनाने वाला है और सभी साइड से वे समान हैं तीसरा बिंदु आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण का उत्पादन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के बार मे सोचना पड़ता है ताकि उसके प्रमुख किनारों जो भी किनारों को हम प्रिंसिपल किनारे कहते हैं उदाहरण के लिए अगर मैं A B C किनारा चुन रहा हूं तो ये मनमाने के ढंग से मैं चुन रहा हूं एक बार हम यह तय कर लेते हैं कि वे कौन से प्रमुख किनारे हैं तो फिरे उन्हें प्रक्षेपण के तल पर बराबर कोण के बनाना चाहिए तो हमें उस वस्तु को इस तरह घुमाना होगा जब मैं उस वस्तु की कल्पना करता हूं तो ये किनारे 120 डिग्री बनाने वाले होते हैं अब हम आइसोमेट्रिक अक्ष और आइसोमेट्रिक तल के बारे में अधिक देखेंगे क्यूब के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में कोण 120 डिग्री या 60 डिग्री के आधार पर होती हैं उसका अदाहर हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं उस पर हैं और यह सभी 90 डिग्री के कोण के प्रक्षेपण हैं तो हम एक क्यूबॉइड लेते हैं उदाहरण के लिए हम एक क्यूबॉइड लेते हैं जहां किनारों 90 डिग्री पर है हम इस तरह से घुमाते हैं कि इन किनारों के बीच का कोण 120 डिग्री बनता है एक आइसोमेट्रिक अक्ष के रूप में हम उन किनारों का उपयोग कर सकता है क्योंकि यहां किनारे 120 डिग्री बना रहे हैं तो ये रेखाएँ हमारी आइसोमेट्रिक अक्ष एक दो तीन हैं अगर तुम यह देख रहे हो तो यह एक जो 120 डिग्री नहीं बना रहे हैं तो वे आइसोमेट्रिक अक्ष नहीं हैं जो भी किनारे 120 डिग्री बनाते हैं हम उन्हें अक्ष कहते हैं एक घन के एक आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में घन के फ़ेस और उनके समांतर कोई भी तल को आइसोमेट्रिक समतल कहा जाता है तो यहाँ फ़ेस हैं यह एक फ़ेस है यह दूसरा फ़ेस है और यह उसके बाद का फ़ेस है तो ये हमारा आइसोमेट्रिक समतल हैं उस समांतर कोई भी समतल तो हम इसे आइसोमेट्रिक समतल कहते हैं यदि हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण में घन ले रहे हैं तो हम षट्कोण की की तरह दिखता हैं तो आइए हम इन किनारों को देखें ये मानक अभिसमय हैं जब कोई संरक्षण वस्तु के लिए ड्राइंग शीट की आपूर्ति करता है इन किनारों के समानांतर किसी भी रेखा को आइसोमेट्रिक रेखाएं कहा जाता है यह एक आइसोमेट्रिक लाइन है इसके समांतर किसी भी रेखा को आइसोमेट्रिक रेखाएँ कहा जाता हैं यदि हम एक रेखा खींच रहे हैं जो इन आइसोमेट्रिक अक्ष के समानांतर नहीं तो हम इसे नॉन आइसोमेट्रिक रेखाएँ कहते हैं उदाहरण के लिए हम उस तरह से एक रेखा खींचते हैं यह ब्लू लाइन किसी भी इन आइसोमेट्रिक अक्ष के समानांतर नहीं है इस तरह की लाइनें जिन्हें हम नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं इसलिए बाद में हम देखेंगे कि जब आप रेखाओं को माप रहे हैं तो सही रेखाएँ आइसोमेट्रिक रेखाओं पर होती हैं एक को हमेशा आइसोमेट्रिक अक्ष के संदर्भ में गिना जाता है हमें नॉन आइसोमेट्रिक लाइनों पर कोई लंबाई नहीं लेनी चाहिए तो इस के लिए हम बिंदुओं का पता लगाते हैं उनकी दूरी को मापते हैं फिर आइसोमेट्रिक के संदर्भ में उन दूरी को परिवर्तित करें फिर हम उसे वास्तविक रेखाओं में परिवर्तित करते है तो पहला कदम जब आप इन आइसोमेट्रिक समतल आइसोमेट्रिक अक्ष और रेखाओं को संभाल रहे हैं किसी भी जानकारी को हमें इस आइसोमेट्रिक अक्ष से ही प्राप्त करना है जिसे आगे संशोधित करना होगा उदाहरण के लिए यदि हम यहां घन ले रहे हैं तो हम आइसोमेट्रिक स्केल नाम के पैमाने का उपयोग करते हैं इसे आइसोमेट्रिक लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है तो क्यूबॉइड वास्तविकता में इकाई आयाम हो सकता है जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के परिप्रेक्ष्य में एक पेपर पर इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का आकार एक इकाई लंबाई नहीं हो सकता है यह बदलता है आमतौर पर यह वास्तविक लंबाई के 082 गुना तक बदल जाता है

हम उस गणना को देखेंगे उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक वास्तविक स्केल है तो वह लंबाई जिसे हम एक प्रक्षेपण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं इसलिए अगर मैं इसे एक आयामी प्रक्षेपण दिखाना चाहता हूं तो यह स्केल को मे 45 डिग्री के कोण पर रखूँगा और जब हम इन्हें आइसोमेट्रिक में प्रोजेक्ट कर रहे हैं उदाहरण के लिए यह लंबाई को हम इसे 30 डिग्री की चीज पर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो यह लंबाई है हम इसे ग्राफ शीट पर दिखा रहे हैं इसलिए ड्राइंग शीट पर हम हमेशा x निर्देशांक y निर्देशांक जानकारी के संदर्भ में मापते हैं तो उदाहरण के लिए कि जो मे X अक्ष की जानकारी मैं इसे माप रहा हूं तो ड्राइंग शीट पर वह बिंदु क्या हो सकता है यह x के संदर्भ में हो सकता है मैं इसे लिख सकता हूं x के बराबर A cos 30 है हालांकि वास्तविक रेखा 45 डिग्री लंबाई या 45 डिग्री झुकाव पर है फिर उस स्थिति में हम उस रेखा B को ४५ डिग्री का कोण बनाते हुए कहते हैं इसलिए यहा x के बराबर B cos 45 है क्योंकि हम फिर से इस समतल पर उस लंबाई का प्रक्षेपण लगा रहे हैं तो दोनों मामलों में x के समान अर्थों को मिलाये तो B cos 45 A cos 30 के बराबर है इसलिए ड्राइंग शीट पर यदि मैं उस वास्तविक रेखा के लिए समान x और इस लंबाई का प्रक्षेपण करने जा रहा हूं फिर मुझे उसे एक दूसरे की बराबरी करनी होगी अगर मैं एक दूसरे की बराबरी करने जा रहा हूं फिर Bबाय A बाय बी जो की हमारी सही लंबाई है मुझे cos 30 बाय cos 45 मिलेगा तो यह एक सही लंबाई है और यह आइसोमेट्रिक लंबाई है इसलिए आइसोमेट्रिक स्केल इस तरह की शब्दावली को परिभाषित करता है जहां हम आइसोमेट्रिक लंबाई की तुलना सही लंबाई के साथ करने जा रहे हैं इसलिए जब हम आइसोमेट्रिक लंबाई देख रहे हैं तो यह हमेशा इस एक्स एक्सिस पर 30 डिग्री पर बनाता है हालांकि उसके द्वारा अक्ष 120 डिग्री बनाते हैं लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल रेखा के संबंध में मापते हैं तो यह 30 डिग्री बनाता है तो उस आइसोमेट्रिक लंबाई की cos30 यहाँ आती है सही लंबाई का कारक 45 कोण पर आता है इसलिए इस मामले में आपका आइसोमेट्रिक स्केल हमेशा cos 30 होता है तो यह सूत्र के माध्यम से देखे तो 1 पर रूट 2 बाय रूट 3 बाय 2 होगा जिसका मूल्य 08165 है यह वह स्केल है जिसका हमें उपयोग करना है लगभग यह 80 82 प्रतिशत है इसलिए किसी भी आइसोमेट्रिक लंबाई जो हम यहा दिखाना चाहते हैं वह आपकी वास्तविक लंबाई का 082 गुना होगा इसलिए अगर मैं आपको एक ड्राइंग शीट दे रहा हूं जिस पर कुछ आइसोमेट्रिक लंबाई है जिसे हम माप रहे हैं तो सही लंबाई उस लंबाई का 082 गुना होगी इसलिए उदाहरण के लिए प्रोजेक्शन पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर देख रहा हूं मूल वस्तु उस आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण की तुलना में बहुत बड़ी होगी इसके विपरीत आपके पूर्ण स्केल पर दृश्य 082 गुना कम हो जाएगा और ध्यान दें कि आइसोमेट्रिक में यह कोण हमेशा 120 डिग्री है इसी तरह अगर हम तुलना करने जा रहे हैं तो परिप्रेक्ष्य के द्र्श्यो में उदाहरण के लिए इस बिंदु और इस बिंदु की बीच की लंबाई को हम लंबाई h कहते हैं और इस बिंदु को हम w कहते हैं और यदि h बाय w है तो वह 1 अधिक रूट 3 के बराबर है शीर्ष दृश्य में यह कोण उसको 45 डिग्री बनाता है क्योंकि यह एक 30 डिग्री है अंदर के दृश्य से यही ऑब्जेक्ट कम होते हुए स्केल के कारण 35 डिग्री के कोण जैसा दिखता है इसलिए मूल ऑब्जेक्ट को जब हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में दर्शा रहे हैं तो जो व्हा कोण बदलता हैं तो लंबाई भी बदलती है आइए हम इन लंबाई के स्केल और अन्य चीजों के बारे में आगे अधिक देखें एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सही लंबाई की दूरी को केवल आइसोमेट्रिक लंबाई रेखाओं के साथ मापी जा सकता है यह वह रेखा है जो किसी भी आइसोमेट्रिक अक्ष के समानांतर चलती है उदाहरण के लिए अगर मैं परिभाषित कर रहा हूँ के ये आइसोमेट्रिक अक्ष हैं तो मैं इसे सही लंबाई के रूप में माप सकता हूं कोई भी रेखा जो आइसोमेट्रिक अक्ष के समानांतर नहीं चलती है उसे नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहा जाता है उदाहरण के लिए अगर मैं एक लाइन लेने जा रहा हूं तो शायद यह एक हो सकती है क्योंकि यह रेखा इसके समानांतर है समानांतर उसी तरह यह रेखा इस रेखा के समानांतर है तो ये आइसोमेट्रिक रेखाएँ हैं और मैं हमेशा इनसे आइसोमेट्रिक लंबाई पा सकता हूँ जबकि कोई अन्य कोण कोई अन्य रेखा जो इस आइसोमेट्रिक अक्ष के किसी भी समानांतर नहीं है मुझे उस वस्तु की वास्तविक लंबाई नहीं मिल सकती है नॉन आइसोमेट्रिक रेखाओं में झुकाव वाली और तिरछी रेखाएँ शामिल होती हैं और इन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता इसके बजाय उन्हें दो समापन बिंदुओं का पता लगाकर बनाया जाना चाहिए तो सबसे पहले हमें उन बिंदुओं का पता लगाना होगा उन बिंदुओं के दर्शाने के लिए पहेले हम आइसोमेट्रिक वास्तविक लंबाई का उपयोग करते हैं फिर मूल्यांकन करने की कोशिश करें कि वह लंबाई क्या हो सकती है छिपी हुई रेखाओं के बारे में जब हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों पर उसे दिखा रहे होते हैं तो आइसोमेट्रिक रेखाचित्रों में छिपी हुई रेखाओं को छोड़ दिया जाता है जब तक कि वे वस्तु का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए आवश्यक न हों अधिकांश आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग में छिपी हुई लाइनें नहीं होंगी यदि आप कोई आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण खोल रहे हैं तो हम आमतौर पर उन छिपी हुई रेखाओं को नहीं दिखाते हैं जब तक कि यह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण न हो छिपी हुई लाइनों का उपयोग करने से बचने के लिए सबसे वर्णनात्मक दृष्टिकोण चुनें तो हमें उस वस्तु को इस तरह घुमाना होगा कि क्योकि इस तरीके से उस वस्तु से जो कुछ भी हम प्राप्त कर सकें उसका अधिकांश वर्णन कर सके उस दृश्य में से हमें इन आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को दिखाना होगा हालाँकि यदि एक आइसोमेट्रिक दृष्टिकोण नहीं पाया जा सकता है जो सभी प्रमुख भागो को दर्शाता है तो फिर हमें छिपी हुई लाइनों का उपयोग करने की अनुमति है इसलिए इस विवरण के साथ वस्तु को दिखाना होगा अगर हम अभी भी इस स्थिति में नहीं हैं कि वह भाग को देख सके तभी हम इस छिपी हुई रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं अब वापस हम केंद्र लाइनों पर आ रहा है केंद्र रेखाएं केवल समरूपता दिखाने या आयाम के दृष्टिकोण के लिए तैयार की जाती हैं आम तौर पर केंद्र लाइनों को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि कई आइसोमेट्रिक चित्र गैर तकनीकी लोगों से संवाद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं न कि इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए इसलिए जब आप आइसोमेट्रिक दृश्य दिखा रहे हैं अगर यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तभी हम इस प्रकार की सेंटलाइन्स दिखाएंगे अन्यथा हमें उन्हें नहीं दिखाना चाहिए आयामों के बारे में जब हम दिखा रहे हैं तो आयाम लाइनों को और विस्तार लाइनो को उसी तल पर दिखाएंगे इसलिए जो भी आयाम हम दिखाएंगे विस्तार रेखाएं हम दिखाएंगे वे उसी तल में होनि चाहिए सभी आयामों और नोट्स को यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए ऊपर की ओर ड्राइंग के नीचे से पढ़ना और जब भी संभव हो दृश्य के बाहर स्थित होना चाहिए इसलिए यदि आप देख रहे हैं यह उस दृश्य के बाहर है यह दृश्य के बाहर है यह भी दृश्य के बाहर है और आमतौर पर हम इसे नीचे से उस तक मापते हैं इसी तरह मैं इस लंबाई का पता लगाना चाहता हूं तो नीचे से मैं दिखाऊंगा और ये चीजें यह बाहर रहेगी नीचे से शब्दो को पढ़ने के लिए हम हॉरिजॉन्टल दिशा से दिशानिर्देश करते हैं तो यह हॉरिजॉन्टल दिशानिर्देश हैं जिसके संबंध में हमें वह देखना होगा उस हॉरिजॉन्टल रेखा के समानांतर कोई भी रेखातो हम उसे देखने की स्थिति में होंगे उदाहरण के लिए हम एक चोरस को देखते हैं एक चोरस ABCD पर विचार करते हैं जिसका आयाम 30 मिमी है हमने इसे यहाँ दिखाया है यदि चोरस वर्टिकल तल में स्थित है तो यह आइसोमेट्रिक दृश्य में 30 मिमी आयाम का और एक रोम्बस के रूप में दिखाई देगा यह इस तरह दिखता है अगर यह चोरस वर्टिकल तल स्थित हैं तो आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों में हमें इस तरह से घूमना होगा हम इस कोण को देखेंगे जो इसे 30 डिग्री की चीज बना रहा है तो उस आइसोमेट्रिक समतल पर आपका चोरस एक समचोरस की तरह दिखता है या तो इस तरह या उस तरह के प्रक्षेपणों के आधार पर जिस पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यदि यह दाहिने हाथ का वर्टिकल फ़ेस है तो हम इसे ऐसे देखेंगे यदि यह बाएं हाथ का वर्टिकल फ़ेस है तो हम इसे इस तरह से देखेंगे यदि चोरस हॉरिजॉन्टल तल में स्थित है जैसे घन का शीर्ष देखाव तो हम ऊपर से देख रहे हैं और वह हॉरिजॉन्टल तल पर है यह आकृति c के रूप में दिखाई देगा हम इसे विभिन्न दिशाओं में देख सकते हैं लेकिन जब हम आइसोमेट्रिक तल में इसको देख रहे होते हैं तो हमें इस तरह से घूमना होता है कि या हमें अपनी पोजीशन को इस तरह से शिफ्ट करना पड़ता है इन प्रिंसिपल किनारों में से एक प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है यही तरीका है हमें किसी भी आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को दिखाने के लिए करना होगा हालाँकि क्यूब देखने में एक तरह के दर्ष्य से दिख सकता है हमें इस तरह से घूमना है जैसे कि एक पर्यवेक्षक चारों ओर घूमता है ताकि किनारों में से एक दृश्य के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है यही वह तरीका है जिसे हमें यहा पर दिखाना होगा इसलिए शीर्ष दृश्य से हम इसे देख रहे हैं हमें उस चोरस के शीर्ष चेहरे को इस तरह घुमाना है कि यह इन किनारों के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए उस दृश्य को हमें एक आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण के रूप में ड्राइंग शीट पर प्रस्तुत करना होगा यहां हम एक रेकटंगेल के विभिन्न प्रक्षेपणों को दिखा रहे हैं संदर्भ समय 2551 इसलिए उदाहरण के लिए आइसोमेट्रिक बॉक्स में हम इसे इस तरह से दर्शाएंगे कि इसे इस तरह से घुमाया जाएगा कि इन प्रमुख किनारों में से एक 30 डिग्री का कोण बनाता है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल रेखाएं हैं इसलिए जब आप इसे घुमा रहे होते हैं तो दूसरा भी 30 डिग्री लाइन बनाता है हम इसे इस तरह से उठाते हैं कि ये कोण एक दूसरे के साथ 120 डिग्री बनाते हैं यदि आप इसे और ऊपर उठाते हैं तो आपके पास अन्य एक्सोनोमेट्रिक प्रकार के दृश्य होंगे आपके पास 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री तरह की चीज हो सकती है हम किस तरह से कल्पना कर रहे हैं इसके आधार पर आपके पास एक अलग तरह का दृश्य होगा लेकिन आइसोमेट्रिक की मानक प्रक्रिया है आपको केवल 30 डिग्री का उपयोग करने की अनुमति है आइए हम कुछ अन्य ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ एक स्लॉट है और इसमें एक छेद भी है आइसोमेट्रिक दृश्य में एक बार जब हम इन प्रमुख किनारों को परिभाषित करते हैं इन प्रमुख किनारों में से एक क्षैतिज के साथ 30 डिग्री बनाता है अब हम अन्य को देखते हैं यदि यह ट्रिमेट्रिक है जहां यह 30 डिग्री आइसोमेट्रिक मे था 30 डिग्री जो आकार को अलग अलग में बदलने जा रहा है यह 30 डिग्री नहीं हो सकता है अलग अलग होता है तो एक तरफ एक कोण phi की तरह कुछ एक और कोण थीटा तो कुल थीटा प्लस phi हमेशा 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि हम इस तरह से घुमाते हैं कि डिमेट्रिक या ट्रिमेट्रिक तरह के व्यू हमे यहा पर मिले इसलिए यदि हमारे पास थीटा और फाई अलग अलग हैं और उनका योग 90 डिग्री से कम है तो हमारे पास एक ट्रिमेट्रिक दृश्य है तो वही आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है हम इसे एक अलग तल में रखने जा रहे हैं ताकि हम अलग अलग व्यू रख सकें अब हम डिमेट्रिक दृश्य देखते हैं डिमेट्रिक दृश्य में हमारे पास दोनों तरफ थीटा कोण है और यह थीटा कोण 0 से 45 डिग्री के बीच भिन्न होता है और यह 30 डिग्री नहीं है इसलिए हमारे पास हमेशा यह ऑब्जेक्ट होता है उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास यह ऑब्जेक्ट है हमें इस वस्तु को इस तरह से घुमाना है कि अलग अलग दृश्य हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेंगे डिमेट्रिक में इनमें से एक किनारा हमेशा 0 से 45 डिग्री के बीच में कोण बनाता है उसी कोण पर इसे दूसरी तरफ भी देखना होगा सिर्फ एक उदाहरण के लिए हमारे पास आइसोमेट्रिक दृश्य के लिए एक वस्तु है यदि हम उनमें से कुछ को अक्ष के रूप में ठीक कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए यह एक अक्ष है तो यह एक और अक्ष है यह एक और अक्ष है हमारे पास यह अक्ष 30 डिग्री है यह अक्ष भी 30 डिग्री है और यह ऑर्थोगोनल है इस डिमेट्रिक के मामले में हमारे पास यह अक्ष है जो समानांतर है हमारे पास एक और अक्ष है जो समानांतर भी है और समान कोण पर हैं लेकिन 30 डिग्री नहीं इसलिए इस तरह की चीजों को हम डिमेट्रिक प्रकार के प्रक्षेपण कहते हैं पहले के दिनों की तरह अमेरिका में कुछ 100 150 साल पहले पेटेंट आमतौर पर इस तरह के प्रक्षेपणों के साथ चलते थे मुख्य रूप से यूके के प्रकार के प्रक्षेपण वे आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के लिए उपयोग करने का प्रयास करते थे अगली कक्षा में हम इन आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के बारे में अधिक जानेंगे